पिछले कुछ सत्रों में हम सीमांत लागत सीवीपी विश्लेषण के बारे में और उनके अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हमने उन मामले में से एक मामले को भी देखा है जहां हमने अगले साल या अगले अवधि के प्रक्षेपण के अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा की है हम उस प्रकार के मामले को ही जारी रखेंगे यह दिव्य औषधि लिमिटेड का मामला है वे दो उत्पाद लाइनों P और Q में हैं उन लाइनों और यहां तक कि करों से संबंधित आय और व्यय के बारे में जानकारी दी गई है वे वास्तव में उस दिव्य औषधि समूह के तहत दो सहायक कंपनियां P और Q हैं अब आपको अनुमान लगाने की आवश्यकता है कि कौन सा डेटा उपलब्ध है मुझे आशा है कि आपके पास पन्ने हैं कृपया मेरे साथ इसे हल करने का प्रयास करें तो इन दो कंपनियों P और Q के लिए हमें बिक्री कारोबार अन्य आय फिर कच्चा माल बिजली ईंधन कर्मचारी लागत बिक्री ब्याज मूल्यह्रास कर परिवर्तनीय घटक का प्रतिशत दिया जाता है तो कच्चा माल दोनों मामलों में 100 प्रतिशत परिवर्तनीय है बिजली P के लिए 80 प्रतिशत परिवर्तनीय और Q के लिए 60 प्रतिशत परिवर्तनीय है अब आने वाले समय के लिए अनुमान भी दिए गए हैं बिक्री इकाइयों द्वारा 10 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है बिक्री मूल्य 12 प्रतिशत आरएम लागत 7 प्रतिशत और अन्य परिचालन लागत 10 प्रतिशत है यह 19 20 के लिए जानकारी है इनके आधार पर हमें अगले वर्ष के लिए गणना करने की आवश्यकता है जो कि 20 21 है कुछ धारणाएं पहले से ही दी गई हैं कि मूल्यह्रास ब्याज और अन्य आय में बदलाव नहीं होगा देखिए इन वस्तुओं को लागत और प्रबंधन लेखांकन के साथ कुछ नहीं करना है इसलिए आम तौर पर हम उन अनुमानों को नहीं लेते हैं हम यह मानेंगे कि वे समान हैं और कर की दरों में भी बदलाव नहीं होगा इस जानकारी के साथ हमें अनुमान लगाना होगा तो अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश इसे सही मान रहे हैं सबसे पहले हमें प्रत्येक लागत को परिवर्तनीय भाग और निश्चित भाग में विभाजित करना होगा परिवर्तनशीलता का प्रतिशत दिया गया है इसलिए प्रत्येक लागत को परिवर्तनीय भाग में विभाजित करें निश्चित भाग में करें फिर परिवर्तनीय भाग इकाइयों की संख्या में परिवर्तन के साथ बदलेगा निश्चित भाग निश्चित रूप से अपरिवर्तित रहता है जब हम कहते हैं कि यह अपरिवर्तित है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह बिल्कुल नहीं बदलेगा लेकिन इकाइयों में परिवर्तन के कारण यह नहीं बदलेगा यह कीमतों या लागत में बदलाव होने के कारण बदल जाएगा तो आपके लिए एक संकेत की तरह यह अनुमानित कथन है जिसमें यदि आप ध्यान से कच्चे माल को देखेंगे तो यह पूरी तरह से परिवर्तनीय है कोई 2 कॉलम या पंक्तियां नहीं है लेकिन बिजली और ईंधन के लिए हमने 2 पंक्तियों को बनाया है और इसे परिवर्तनीय भाग निश्चित भाग में विभाजित किया है फिर कर्मचारी लागत को परिवर्तनीय भाग निश्चित भाग में विभाजित किया है और इसी तरह बाकियों का बनाया है अब हमें इस ब्रेकअप की आवश्यकता वर्तमान वर्ष के लिए होगी क्योंकि तदनुसार हम अगले वर्ष के लिए अनुमान लगाने में सक्षम होंगे तो हमें शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए कृपया मेरे साथ इसे हल करने का प्रयास करें तो मैंने अभी सबसे पहले सभी आंकड़ों की नकल कर ली है परिवर्तनीय तत्व भी यहां लिखे हुए हैं जो कि क्रमशः 100 80 60 और 75 है अपेक्षित विकास दर का भी उल्लेख किया गया है अब हम अनुमान बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अब अगले साल के लिए बिक्री क्या होगी आप कैसे काम करेंगे कोई संकेत है इसलिए बिक्री की गणना के लिए हम वर्तमान बिक्री लेंगे फिर परिवर्तनों को देखें अब बिक्री इकाई और बिक्री मूल्य दोनों बदल रहे हैं इसलिए बिक्री इकाइयों का प्रभाव दें बिक्री इकाइयों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है इसलिए हम मूल बिक्री को 11 से गुणा कर सकते हैं और बिक्री मूल्य के लिए वे 8 प्रतिशत बढ़ा रहे हैं तो 108 से गुणा करें उसी प्रकार हर आइटम को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें इसलिए पहली कंपनी P के लिए यह आंकड़ा 2314 है कृपया आंकड़े से ज्यादा इस बात पर ध्यान दें ध्यान दें कि किस तरह से इसकी गणना की गई है उसे ध्यान से देखें B 6 B 6 मूल बिक्री को संदर्भित करता है यह B 6 1878 है शायद आप इसे लिख सकते हैं यह पहली बार है जब आप 1878 गुना 11 गुना 11 कर रहे हैं 2 11 क्योंकि 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है और यह कहता है कि बिक्री मूल्य में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो आप देख सकते हैं कि यहां बिक्री इकाई में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कीमत में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है यही कारण है कि 11 गुना 112 किया गया है समझ रहे हैं अब यह बहुत महत्वपूर्ण है मुझे आशा है कि आपने इसे नोट किया है अब कच्चे माल के लिए 1412 आप देख सकते हैं कि कच्चा माल पूरी तरह से परिवर्तनशील वस्तु है इसलिए यह गतिविधि के स्तर के साथ बदलता है इसलिए पिछले साल का आंकड़ा गुना 11 गुना 107 107 इसलिए क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि 7 प्रतिशत की हो रही है आप इसे समझ रहे हैं पूर्ण रूप से एक परिवर्तन ही वस्तु होने के कारण यह दो कारणों से पूरी तरह बदलता है एक बिक्री इकाइयों में परिवर्तन के कारण 10 प्रतिशत से इसलिए 11 और कच्चे माल की कीमतों में 107 से बदलता है अब जब बिजली और ईंधन की बात आती है तो वास्तव में आपको 2 काम करने होते हैं सबसे पहले पिछले साल की बिजली और ईंधन लागत में परिवर्तनशीलता का प्रतिशत लागू कीजिए आप देख सकते हैं कि 80 प्रतिशत एक परिवर्तनशील तत्व है और परिवर्तनशील तत्व के लिए उसमें दो परिवर्तन होंगे 11 इकाइयों में परिवर्तन के कारण और फिर से 11 अन्य परिचालन लागतों में परिवर्तन के कारण जिसमें शक्ति भी शामिल है जिसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है मैं इसे दिखाऊंगा कि यह कैसे किया जाता है तो आप यह नोट कर सकते हैं कि बी 10 गुना बी 20 यह कैसे किया गया है बी 20 परिवर्तनशीलता के प्रतिशत को संदर्भित करता है जो कि पिछले वर्ष के आंकड़े गुना 80 प्रतिशत गुना11 इकाइयों के परिवर्तन के कारण से और फिर 11 से गुना लागत में बदलाव वजह से अब हम निश्चित लागतों को देखते हैं निश्चित लागत आप देख सकते हैं B 10 B 10 पिछले साल का आंकड़ा गुना 10 गुना 02 हैं क्योंकि यहां दी गई जानकारी के अनुसार 80 प्रतिशत परिवर्तनशील है इसका मतलब है 20 प्रतिशत निश्चित किया गया है और जो 20 प्रतिशत हिस्सा निश्चित किया गया है वह इकाइयों के कारण नहीं बदलेगा लेकिन परिचालन लागत में बदलाव के कारण यह 10 प्रतिशत तक बदल जाएगा इसलिए पिछले वर्ष की शक्ति का यह निश्चित हिस्सा गुना 02 गुना 11 क्या समझ रहे हैं कृपया इसे मेरे साथ करें जब आप एक या दो वस्तुओं के लिए कर लेते हैं तो यह बहुत सरल हो जाता है आप अन्य वस्तुओं के लिए उसी तर्क का विस्तार कर सकते हैं ठीक है अब हम कर्मचारी लागत के परिवर्तनीय भाग को देखते हैं अब परिवर्तनीय भाग हमने लिया है बी 11 गुना बी 21 गुना 11 गुना 11 हम बस ऊपर जाएंगे बी 11 पिछले साल की लागत का प्रदर्शन कर रहा है जो कि 150 गुना परिवर्तनीय भाग है जो बी 21 है यह 60 प्रतिशत है तो 150 गुना 60 प्रतिशत अंतिम वर्ष में कर्मचारी लागत का एक परिवर्तनीय हिस्सा है अब परिवर्तनीय भाग इकाइयों की वजह से 10 प्रतिशत बदल जाएगा इसलिए 11 यह भी बदल जाएगा क्योंकि लागत में परिवर्तन फिर से 10 प्रतिशत है इसलिए यह गुना 11 गुना 11 है क्या आप इसे समझ रहे हैं कि हमें 109 कैसे मिला ठीक है अब हम इसे निश्चित भाग के लिए करते हैं क्या होगा कि सबसे पहले हम बी 11 लेंगे जो कि पिछले साल का आंकड़ा है गुना 04 करेंगे क्योंकि 60 प्रतिशत परिवर्तनशील है इसका मतलब है 40 प्रतिशत तय है इकाइयों के परिवर्तन के कारण यह निश्चित भाग नहीं बदलेगा लेकिन परिचालन लागत के परिवर्तन के कारण यह बदल जाएगा यही कारण है कि B 11 गुना 04 गुना 11 करेंगे समझ रहे हैं अब यह बहुत ही सरल हैइसी प्रकार से हम बिक्री के लिए भी यह करने जा रहे हैं 111 तो B 12 गुना 075 क्योंकि 75 प्रतिशत एक परिवर्तनीय घटक है B12 गुना 075 गुना 11 गुना 11 क्योंकि यह परिवर्तनशील है यह इकाइयों द्वारा और साथ ही परिचालन लागतों के साथ भी बदल जाएगा अब निश्चित के लिए निश्चित के लिए क्या होगा बी 12 गुना 025 निश्चित भाग गुना 11 हो जाएगा इसमें इकाइयों द्वारा कोई बदलाव नहीं होगा बस अन्य परिचालन लागतो में बदलाव के कारण बदल जाता है मुझे आशा है कि आप सभी मदों के लिए गणना करने में सक्षम हैं अब उसी तरह हम दूसरे उत्पाद या दूसरी कंपनी के लिए जाएंगे जो कि Q है अब बिक्री अब मुझे लगता है कि आप इसे तेजी से कर सकते हैं C 6 जो पिछले साल की बिक्री है गुना 11 गुना 112 क्योंकि बिक्री मूल्य के कारण 12 प्रतिशत वृद्धि है बिक्री इकाइयों की वजह से 10 प्रतिशत की वृद्धि हैं यह पूरी तरह से परिवर्तनशील है इसलिए हम सीधे गणना करने में सक्षम हैं आरएम लागत बहुत सरल अब देखिए पिछले 9 सालों की आरएम लागत गुना 11 इकाइयों की वजह से गुना 107 कच्चे माल की कीमतों में बदलाव की वजह से अब शक्ति और ईंधन मुझे लगता है कि आप इसे अभी कर सकते हैं और सिर्फ इसे दोबारा जांच लें दिए गए आंकड़ों में निश्चित भाग 167 है निश्चित भाग केवल लागत परिवर्तन के कारण परिवर्तित होगा परिवर्तनीय दो कारकों के कारण बदल जाएगा इकाइयों का परिवर्तन और साथ ही लागतों का परिवर्तन कर्मचारी लागत कर्मचारी लागत में हम जानते हैं कि परिवर्तनशीलता 30 प्रतिशत है और यह एक चर है इसलिए कुल लागत को 30 प्रतिशत गुना 11 गुना 11 से बदल दें निश्चित के लिए हम केवल एक कारक को ध्यान में रखेंगे इसलिए कुल लागत गुना 70 प्रतिशत क्योंकि 70 प्रतिशत निश्चित भाग है गुना 11बिक्री परिवर्तनशील है इसलिए दो कारक हैं 11 दो बार निश्चित सरल होगा यह सीधे केवल एक बार आने वाला है अर्थात 11 से होगा क्या आपने इसे सभी वस्तुओं के निकाल लिया है ठीक है अब हम P के लिए आय विवरण पूरा करते हैं अब हम जानते हैं कि आप उन सभी लागतों का पता लगा सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमें विच्छेद बिंदु इत्यादि पर जाने के लिए नहीं कहा है हमने कुलपरिवर्तनीय लागत और निश्चित लागत को अलग अलग नहीं लिया है लेकिन प्रत्येक घटक को हम परिवर्तनशील और निश्चितभाग में तोड़ रहे हैं क्योंकि उनके बदलने का तरीका परिवर्तनशील है जब वे परिवर्तनशील होते हैं और जब वे निश्चित होते हैं अब हम परिचालन नकदी लाभ की गणना करेंगे जो 292 है इसलिए हम बी 37 माइनस बी 49 ले रहे हैं 49 कुल है यह कुल लागत है जिसे निश्चित और परिवर्तनीय में अलग नहीं किया जाता है क्योंकि हम केवल राशि ले रहे हैं क्योंकि कोई यह निश्चित है अथवा परिवर्तनीय है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है प्रक्षेपण के लिए इसमें अंतर आया है लेकिन अब हम केवल एक कुल लागत ले सकते हैं जो 2021 है अब 2314 माइनस 2021 तो अब आप 292 का परिचालन नकद लाभ प्राप्त करते हैं हम इसे नकद लाभ कहते हैं क्योंकि हमने मूल्यह्रास नहीं माना है हमने अन्य आय भी नहीं मानी है यदि आप ऊपर जाते हैं तो स्पष्ट धारणा थी कि मूल्यह्रास ब्याज और अन्य आय में बदलाव नहीं होगा की तरह ही मूल्यह्रास चार्ज करें अब आपको परिचालन लाभ मिलता है जो कि 256 है अन्य आय 41 माइनस ब्याज का 26 कर से पहले का लाभ 271 है इसकी पिछले वर्ष से तुलना कैसे हुई है ठीक है पिछले वर्षका कर से पहले लाभ नहीं दिया गया है लेकिन हम इसकी अपने समझने के लिए गणना कर सकते हैं लेकिन वैसे हम इसे बाद में करेंगे अब पिछले साल का टैक्स 41 है मुझे यहाँ कितना टैक्स चार्ज करना चाहिए देखिए उन्होंने कहा है कि कर की दरों में बदलाव नहीं हुआ है लेकिन कर की दर कितनी है किसी को भी पता है कि कर की दर कितनी है क्या यह कहीं दिया गया है यह नहीं दिया गया है लेकिन उन्होंने हमें सीधे कर दिया है तो हमें कर दर की गणना करनी होगी इसके लिए सबसे पहले हमें पिछले वर्ष के लाभ की गणना करनी होगी और उस पर 41 प्रतिशत कर लगेगा इसलिए कृपया पिछले साल के लाभ की गणना पहले करें और लाभ के आधार पर हम करों की गणना ठीक से कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सभी खर्चों का कुल लें लें फिर आय का कुल लें लें मेरा मतलब है कि कर के अलावा कुल खर्च और पिछले साल की कुल आय देखें जो आपको पीबीटी देगा और हम जानते हैं कि कर दर 41 है इस आंकड़े का उपयोग करके हम कर दरकी गणना कर पाएंगे इसलिए पिछले साल के खर्च के आधार पर 41 को छोड़कर इन सभी वस्तुओं का कुल लें क्योंकि 41 एक कर है यह एक खर्च नहीं है अब अगर हम कुल लेते हैं तो याद रखिए यह बी 9 से बी 14 का योग हैआपको 1779 मिलेंगे अब आय कितनी है 1919 की आय कुल बिक्री प्लस अन्य आय है ठीक है तो आपको 1919मिल रहा हैकर से पहले का लाभ 140 है और कंपनी का कर चार्ज 41 था जो कि दिया गया था इसलिए 41 की गणना 140 के प्रतिशत के रूप में करें तो आप फॉर्मूला B15 भागे B70 पर देख सकते हैं जो कि 41 भागे 40 है आपको 029 या 30 प्रतिशत के करीब मिलेगा यह कंपनी के लिएपिछले वर्ष में लागू कर दर है उन्होंने उल्लेख किया है कि कर की दर नहीं बदलेगी अब नए लाभ पर उसी कर की दर को लागू करें जो 271 है इसलिए कर 79 होगा क्या आप समझ पा रहे हैं आप यहाँ तुलना कर सकते हैं कि लाभ लगभग पिछले वर्ष से140 पिछले वर्ष का लाभ था चालू वर्ष में लाभ 271 तक बढ़ गया हैजो दोगुना सेथोड़ा कम है कर भी दोगुना हो गया है और कर के बाद लाभ 192 है ठीक है और पिछले साल का कर कितना था पिछले साल कर के बाद लाभ कितना था सिर्फ गणना के लिए हम इसकी गणना करेंगे यहां कर 41 था इसलिए कर के बाद लाभ नहीं पूछा जाता है लेकिन हमारी खुद की जानकारी के लिए यह पिछले वर्ष में 99 है और अब आप कह सकते हैं कि यह 192 है इसलिए कर के बाद लाभ लगभग दोगुना हो गया है अब इसकी दूसरी कंपनी के लिए गणना करें जो Q है क्या आप सिर्फ यह सोच सकते हैं कि किन कंपनियों का लाभ अधिक बढ़ेगा P का लाभ अधिक बढ़ेगा या Q का मुनाफा अधिक होगा क्योंकि बिक्री के लिए आपको बिक्री मूल्य वगैरह की आवश्यकता होती है जो दोनों कंपनियों के लिए समान अनुपात में बदल रहे हैं क्या आप सिर्फ एक अनुमान लगा सकते है बदलाव की उम्मीद दोनों के लिए समान है तो क्या Q के लिए भी लाभ उसी अनुपात में बदल जाएगा या Q अधिक लाभदायक या कम लाभदायक होगा क्या आप बस थोड़ा सोच सकते हैं मुझे लगता है कि आप में से कुछ को समझ में आ गया होगा मैं जवाब बताने से पहले आपको एक संकेत दूंगा इनको देखिए P में अधिक परिवर्तनशीलता है Q में कम परिवर्तनशीलता है इसलिए Q के खर्चों में निश्चित लागतों का अधिक हिस्सा है कम परिवर्तनशीलता का मतलब निश्चित लागतों का अधिक हिस्सा होता है अब बिक्री 10 प्रतिशत बढ़ रही है तो Q का लाभ P से अधिक या P से कम हो जाएगा मुझे लगता है कि Q का लाभ अधिक बढ़ जाएगा क्योंकि उनके पास निश्चित लागत का एक बड़ा हिस्सा है एक बार निश्चित लागतों को कवर करने के बाद उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा हम इसे जांचेंगे कि क्या यह वास्तव में हो रहा है अब सभी खर्चों को पूरा करें तो आप 1829 ईबीआईडीटीए प्राप्त करते हैं या परिचालननगद लाभ 323 है मूल्यह्रास अन्य आय और ब्याज वगैरह पर चार्ज कीजिए PBT कितना है यह 153 हैं पिछली बार की तरह आपको पहले कर दर की गणना करनी होगी इसलिए कुल खर्च 1743 है देखिए दोनों आंकड़े लगभग समान हैं कुल आय 1750 हैपीबीटी 7 था कर दर 014 थी यदि आप पिछले वर्ष में ऊपर जाते हैं तो कर केवल 1 था 1 भागे 7 तो यह 041 है यदि हम सिर्फ अपनी जानकारी के लिए कर लिखते हैं तो कर के बाद लाभ कितना है यह 6 होगा यह पिछले वर्ष के लिए है अब वर्तमान वर्ष के लिए कृपया समान कर दर 14 प्रतिशत लागू करें तो आपका कर 22 है और कर के बाद लाभ 131 है तो किस कंपनी ने अधिक सुधार दिखाया है Q ने काफी सुधार दिखाया है देखिए पिछले साल Q का लाभ केवल 6 था स्पष्टता के लिए मैं इसे लिखूंगा क्या आप इसे समझ रहे हैं तो PAT में P 99 था यह बढ़कर 192 हो गया है हमें खुशी है कि यह लगभग दोगुना हो गया है लेकिन Q के लिए यह केवल 6 था 6 से 131 हो गया है इसका मतलब है कि इसमें कितनी गुना वृद्धि हुई है लगभग 20 गुना वृद्धि तो Q के लिए पर्याप्त वृद्धि हुई है अब हम पहले से ही प्रक्षेपण कर चुके हैं मुझे आशा है कि आप इस प्रक्रिया को समझ गए हैं हम बस थोड़ा बदलाव करेंगे यदि आप समस्या पत्रक पर जाते हैं तो बिक्री इकाई परिवर्तन 10 प्रतिशत था तब क्या होगा जब बिक्री इकाई परिवर्तन 20 प्रतिशत या 40 प्रतिशत होगा दोनों कंपनी के लिए समान होगा 20 20 या 40 40 जब बिक्री अधिक और अधिक मात्रा में बढ़ती है तो वास्तव में क्या Q अधिक लाभदायक हो जाएगा या P अधिक लाभदायक हो जाएगा आपको एहसास होगा कि Q के लिए परिवर्तनशील का कम है इसका मतलब है कि उनके निश्चित व्यय अधिक हैं वे अधिक स्वचालित कंपनी हैं वे अधिक तकनीकी संचालित कंपनी हैं इसलिए अधिक मात्रा के साथवास्तव में अधिक बिक्री के साथ उनके मुनाफे में काफी वृद्धि होने की संभावना है मैं आपको केवल गणनाएं दिखाऊंगा मैं आपसे खुद ऐसा करने का अनुरोध करूंगा क्योंकि इससे आपको अधिक अभ्यास मिलेगा लेकिन अभी समय सीमित होने के बाद हम सीधे उत्तर पर पहुंच जाएंगे अगर मैं इसे प्रदर्शित करता हूं तो बस यह देखिए कि मैंने पिछली बार की बिक्री की तरह ही किया हैयह बिक्री गुना 12 गुना 112 में बदल दिया है क्योंकि कीमत की वजह से 20 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है कच्चे माल गुना 12 गुना 107 12 इसलिए क्योंकि इकाइयों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और आरएम लागत में 7 प्रतिशत की वृद्धि सभी परिवर्तनीय लागतों के लिए यह समान तरीका सही होगा जहां तक निश्चित लागतों का संबंध है मान लीजिए हम कहते हैं कि शक्ति यह केवल 10 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी इसलिए निश्चित लागत के आंकड़े समान हैं परिवर्तनीय लागत के आंकड़ों में पिछली बार 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अब उनमें 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको महसूस होगा कि अब P का लाभ 221 हो गया है लेकिन Q का लाभ काफी बढ़ गया है यह 191 है यह P के लाभ के करीब हो गया है लेकिन फिर भी P Q से अधिक लाभदायक है समझ रहे हैं अब हम कोशिश करेंगे कि 40 प्रतिशत की वृद्धि होने पर क्या होगा समान कार्यप्रणाली का उपयोग किया गया है 14 गुना 112 किया गया था तो यह पिछले साल से 40 प्रतिशत की वृद्धि है अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि Q का लाभ 311 हो गया है जो कि P से आगे निकल गया है यदि आप हमारे सम विच्छेद बिंदु चार्ट को याद करते हैं तो आप पाएंगे कि लाभ क्षेत्र बढ़ रहा है सम विच्छेद बिंदु पर आपको कोई लाभ या हानि नहीं होगी क्योंकि आपने अपनी निर्धारित लागतों को वसूल कर लिया है सम विच्छेद बिंदु के बाद आपकी लाभप्रदता अधिक से अधिक बढ़ जाएगी Q के मामले में उनका पीवी अनुपात अधिक होगा मैं आपसे P और Q के लिए पीवी अनुपात की गणना करने का अनुरोध करूंगा तो आप महसूस करेंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं P का पीवी अनुपात कम है क्योंकि उनमें अधिक परिवर्तनीय लागत वाले हैं Q का पीवी अनुपात अधिक है इसलिए उनकी लाभप्रदता तेजी से बढ़ रही है हालांकि पिछले वर्ष में P का मुनाफा अधिक था क्योंकि बिक्री बढ़ रही है तो आप देख सकते हैं कि P का लाभ बढ़ रहा है लेकिन बहुत अधिक दर पर नहीं लेकिन Q का मुनाफा काफी हद तक बढ़ रहा है आप में से कुछ अगर शेयर बाजार में रुचि रखते हैं तो आप महसूस करेंगे कि Q एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी है उनका मुनाफा बहुत कम है लेकिन यह एक टर्नअराउंड कंपनी है अगर बिक्री में थोड़ी सी भी वृद्धि होती है तो वे अत्यधिक लाभदायक हो जाएगी तो वास्तव में जो लोग शेयर बाजारों में निवेश करना चाहते हैं वे कई बार ऐसी कंपनियों की तलाश या खोज करते हैं इसलिए लागत का विश्लेषण जो हमने सीखा है यह अनुमान लगाने के लिए बेहद उपयोगी है इसका उपयोग कंपनी द्वारा स्वयं का काम करने के लिए किया जा सकता है इसका उपयोग निवेशकों द्वारा भी किया जा सकता है बशर्ते कि वे परिवर्तनशीलता के प्रतिशत का पता लगाने में सक्षम हों इसका उपयोग बैंकरों जैसे अन्य हितधारकों द्वारा भी किया जा सकता है क्योंकि वे भी अनुमानित मुनाफे में रुचि रखते हैं तो इस तरह से अनुमान लगाया जा सकता है इसलिए मुझे आशा है कि यह आपके लिए सीखने का एक अच्छा मामला था इसलिए हम यहां रुकेंगे धन्यवाद